एनपीटीईएल के मॉक कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अन्य अध्याय में आपका स्वागत है पिछले अध्याय में हमने स्कैटरिंग पैरामीटर्स के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि वह एक नेटवर्क में पावर ट्रांसमिशन से संबंधित है जो कि वोल्टेज और करंट हैं इस अध्याय में हम स्कैटरिंग पैरामीटर्स के गुणों का अध्ययन करेंगे जैसे हमने इम्पीडेन्स और एडमिटन्स पैरामीटर्स कि प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था इसलिए हमने देखा की इम्पीडेन्स और एडमिटन्स पैरामीटर्स के लिए मैट्रिक्स कि क्या प्रॉपर्टीज है जबकि हमारे पास यह स्थिति होती है कि नेटवर्क रेसिप्रोकाल है या नेटवर्क लोस्टलेस है इसी तरह हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि स्कैटरिंग पैरामीटर्स क्या होता है

इसलिए हमने देखा कि हमारे स्कैटरिंग पैरामीटर इंसिडेंट को नोर्मलिज़ेड रेफ्लेक्टेड करते हैं या नोर्मलिज़ेड रेफ्लेक्टेड वोल्टेज या करंट इस एक्वेशन के अनुरूप होती है इसलिए हमें ध्यान में रखें और हमने यह भी देखा कि वोल्टेज नोर्मलिज़ेड वोल्टेज हम यहां बार हटा दें और यह मान लें कि V और I इसलिए पोर्ट का मतलब नोर्मलिज़ेड वोल्टेज और करंट है तो फिर हमने देखा V का मान इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड वेव्स के योग के बराबर है और करंट का मान उनके बीच के अंतर के बराबर है आप मुझसे पूछ सकते हैं की मैं फिर से वोल्टेज और करंट की अवधारणा में वापस क्यों आया क्योंकि मैंने कहा था कि वोल्टेज और करंट को इतनी आसानी से नहीं मापा जा सकता है यहां पर हम वोल्टेज और करंट को नहीं माप रहे हैं हम बस उन्हें गणितीय उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं बस इतना है कि आप एक अलग परिणाम पर पहुंच सकते हैं और अंतिम परिणामों में इनमें से कोई भी वोल्टेज या करंट नहीं होगी तो फिर आप जानते हैं कि हम इस V को लिख सकते हैं अगर हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट इम्पीडेन्स मैट्रिक्स से संबंधित है जहां Z इम्पीडेन्स मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करता है और रूपांतर और करंट इन दो रिश्ते द्वारा दी जाती है इसलिए मैं बस इसे लिख सकता हूं और फिर यह अगर मैं सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाहर ले जाता हूं तो आमतौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व प्रतीक चिन्ह I से किया जाता है मैंने पहले से ही उस प्रतीक का उपयोग करंट I के लिए किया है बस इन दो को अलग करने के लिए मैं करंट I का प्रतिनिधित्व प्रतीक U का उपयोग करता हूं इसलिए यहां से मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं यह एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकता हूं और फिर हमें पता है कि S पैरामीटर मैट्रिक्स B और A के बीच संबंध बताता है अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स का L H S बाएँ हाथ की तरफ और दाहिने हाथ की तरफ विलोम लेता हूं तो हम एक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं

तो फिर यह मेरे S का प्रतिनिधित्व करेगा इसलिए यह पूरे A द्वारा गुणा किया जाता है इसलिए इस पूरे टर्म को मेरे S मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो फिर S मैट्रिक्स को इस एक्वेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है मैं S पैरामीटर मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकता हूं अब उन 2 पिछले संबंधों का उपयोग करते हुए जो मैंने पहले वर्णित किए थे की V के लिए जो मेरी एक्सप्रेशन है और मैं इन 2 एक्सप्रेशंस का उपयोग कर रहा हूं मैं एक अनुवाद भी प्राप्त कर सकता हूं मैं अपने A और B के लिए व्यक्तिगत रूप से एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकता हूं इसलिए A को v और I के संदर्भ में VN की तरह है जो कि बराबर है यहां हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैंने V को हल किया जोकि Z बार I के बराबर है और इसलिए मैं इन दोनों में से I को पृथक ले सकता हूं अगर मैं V मे से I को पृथक करता हूं तो मेरे पास अंदर Z रहेगा और अगर इसमें से I को पता करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हल है और इसी तरह B को भी हम यहां लिख सकते हैं फिर मुझे A और B को हल करके 2 एक्सप्रेशन V और I के संदर्भ में मिलते हैं और मुझे यह 2 एक्वेशन मिलते हैं इसलिए एक बार जब मुझे एक्वेशन मिलते हैं तो मैं B और A को लिख सकता हूं मैं एक्सप्रेशन को B के लिए लिख सकता हूं जैसे मैंने I की एक्वेशन को A के संदर्भ में प्राप्त किया था इसलिए यहां अगर मैं इस मैट्रिक्स का बाए हाथ और दाएं हाथ की तरफ विलोम लेता हूं तो मुझे केवल एक एक्सप्रेशन मिलती है और यदि मैं इस एक्वेशन में उसके लिए एक एक्सप्रेशन को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे यह एक्वेशन मिलता है अब यह फिर से B से A से संबंधित है इसलिए इस इससे को S मैट्रिक्स होना चाहिए ताकि यदि वह S मैट्रिक्स है तो अगर वह S मैट्रिक्स है तो फिर मैं एक्सप्रेशन को लिखता हूं कि इन समीकरणों से मैंने S पैरामीटर मैट्रिक्स को इस तरह दिया है अगर मैं इस एक्वेशन का ट्रांस्पोस लेता हूं तो हम जानते हैं कि मुझे जो मिलता है वह U और Z को रेसिप्रोकाल नेटवर्क के लिए सिमेट्रिक है और यदि U और Z दोनों सिमेट्रिक है जो रेसिप्रोकाल नेटवर्क की स्थिति है तो इस पूरी एक्सप्रेशन को भी सिमेट्रिक होना चाहिए इसलिए उस मामले में हम S ट्रांस्पोस को Z और U के योग के बराबर लिख सकते हैं इस टर्म का ट्रांसफॉर्म टर्म ट्रांज़िट हो जाता है इसलिए हम केवल विलोम लिखेंगे इस तरह यह ट्रांस्पोस भी गायब हो जाएगा अब इस एक्सप्रेशन के बाद से हम इसे उसी एक्सप्रेशन के रूप में जिसे हमने पहले अपने S पैरामीटर मैट्रिक्स से प्राप्त किया था यदि हम S पैरामीटर मैट्रिक्स के लिए उस एक्सप्रेशन को याद करते हैं जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं तो यह दोनों समान है लेकिन बाए हाथ का समान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि रेसिप्रोकाल नेटवर्क के लिए हम सामान्य लिख सकते हैं कि S ट्रांस्पोस का मान S के बराबर है यह रेसप्रॉसिटी की स्थिति है रेसिप्रोकाल नेटवर्क S का मान S ट्रांस्पोस के बराबर है अब मैं एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं कुछ स्थानों पर मेरे मैं S पैरामीटर मैट्रिक्स के स्थान पर बड़े S का उपयोग कर रहा हूं तो और कुछ स्थानों पर मैं ब्रैकेट का उपयोग कर रहा हूं अब यह दोनों कभी कभी J के कारण समतुल्य हैं मैं इन दोनों प्रतीकों से परस्पर परिचित हूं ठीक है तो यह रेसिप्रोकाल नेटवर्क के लिए एक स्थिति है कि इसका ट्रांस्पोस इसके मूल के बराबर है और दूसरे शब्दों में मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यह स्थिति Z और Y मैट्रिसेस के लिए रेसप्रॉसिटी की स्थिति से बहुत मिलती जुलती है अब हम लोस्टलेसनेस्स की स्थिति देखते हैं

अब लोस्टलेस नेटवर्क में nth कोर्ट में प्रवेश करने वाली पोर्टल पावर हर पोर्ट की पावर के बराबर होता है और हर पोर्ट की पावर इंसिडेंट वेव और रेफ्लेक्टेड वेव की पावर के अंतर के बराबर होती है इस तरह से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल में प्रवेश करने की पावर इस तरह दी गई है तो सभी पोर्ट के लिए कुल इनपुट पावर या पूरे नेटवर्क में प्रवेश करने वाले कुछ पावर और कुछ नहीं बल्कि सभी पोर्ट में प्रवेश करने वाली शक्तियों का योग है तो यह P केवल स्पष्ट करने के लिए और इसका कुल मान An के वर्ग और Bn के वर्ग का अंतर के कुल योग के बराबर होना चाहिए अब यह कुल इनपुट पावर लोस्टलेस माध्यम से लिए 0 के बराबर है इसलिए अभी यह जीरो 0 है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह भी 0 के बराबर है दूसरे शब्दों में हमारे पास An के वर्ग का योग Bn के वर्ग के योग के बराबर है मेरा मतलब है कि हमारे पास An के वर्क का योग Bn के वर्क के योग के बराबर है मैं इस एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स के रूप में लिख सकता हूं जैसे A ट्रांस्पोस के द्वारा गुणों की ओर जाने वाला A कोंजूगेट का मान B ट्रांस्पोस के द्वारा गुणा किया जाने वाला B कोंजूगेट के बराबर है इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं S मैट्रिक्स के संदर्भ में लिखता हूं तो यह बस इसके अलावा कर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें A ट्रांस्पोस A का A कोंजूगेट के द्वारा गुणा किया जाता है जो A ट्रांस्पोस S ट्रांस्पोस के S कोंजूगेट के बराबर है तो यहां से हम देखते हैं कि बाएं हाथ का पक्ष दाएं हाथ के पक्ष के समान है तो एक लोस्टलेस नेटवर्क के लिए लोस्टलेसनेस की स्थिति S पैरामीटर मैट्रिक्स के संदर्भ में यह है या अक्सर हम इसे लिखते हैं क्योंकि S कोंजूगेट ट्रांस्पोसे का मान S इनवर्स के बराबर है अब इस कोंजूगेट ट्रांस्पोसे का प्रतिनिधित्व अक्सर प्रतीक S हरमतिअन SH द्वारा किया जाता है तब S हरमतिअन का मान S इनवर्स के बराबर किया जाना भी गणितीय रूप से यह उनिटरी कंडीशन के रूप में जाना जाता है तो एक नेटवर्क के लिए लोस्टलेस की उनिटरी कंडीशन यह है कि S हरमतिअन या S कोंजूगेट ट्रांस्पोसे का मान S इनवर्स के बराबर होना चाहिए अब mos और अधिक आसानी से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है SKI SKJ कोंजूगेट K बराबर 1 के लिए डेल्टा IJ के बराबर है जहां डेल्टा IJ का मान 1 के बराबर है अगर I का मान J के बराबर है और डेल्टा IJ का मान 0 होगा जब I का मान 0 नहीं होगा इसलिए यह Z और Y पैरामीटर्स के लिए S पैरामीटर के संदर्भ में लोस्टलेसनेस की स्थिति है हम देख चुके हैं कि अगर नेटवर्क लोस्टलेस है तो सिर्फ सभी डायगोनल एलिमेंट काल्पनिक होने चाहिए लेकिन अगर लोस्टलेस और रेसिप्रोकाल है तो सभी एलिमेंट रेसिप्रोकाल और काल्पनिक होने चाहिए अतः मूल रूप से हमने S मास मैट्रिक्स के कुछ मूल गुणों का आवरण किया है जो रेसप्रॉसिटी और लीस्टलेसनेस्स के लिए लागू होती है अब अगले अध्याय में हम S मैट्रिक्स के कुछ विशेष गुणों या 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए कवर करेंगे